इस लेक्चर में मैं कुछ डाटाबेस जैसे डीएनए डाटाबेस और प्रोटीन डेटाबेस के बारे में बताऊंगा पिछली क्लास में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जाना अब यहां डीएनए डाटाबेस के बारे में जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है की न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के बारे में जाना जाए बहुत सारी डेटाबेस डिवेलप किए गए हैं जैसेDDBJ यहां डीएनए डाटा बैंक जापान है यह जापान में है दूसराEMBL यह यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेट्री है इनमें न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटा कलेक्ट रहता है अब जीन बैंक यूएसए ने भी इस तरह का डाटा कलेक्शन करना शुरू कर दिया है किसी एक समय में बहुत सारे लोग एक ही तरह की बात सोचते हैं अतः हम यह नहीं कह सकते कि यह यूनिक है क्योंकि साइंस ओपन है और रिसर्च भी ओपन है इसलिए यह बहुत कॉम्पिटेटिव है यदि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो बहुत सारे लोग भी इसी विषय में सोच रहे होंगे यही कारण है कि हमें हमें बहुत फास्ट और एक्यूरेट होना होगा तथा हम रिलायबल डाटा पहुंचा सकें तो यह आवश्यक है कि हम डाटा कलेक्ट करें साथ ही उसे एनालाइज करने के लिए टूल विकसित करें प्रत्येक डाटाबेस अलग अलग तरह का डाटा रखता है अतः इसमें डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है तो यूजर को सभी डाटाबेस एसएस करना पड़ेंगे जैसे कभी आपकोDDBJ से डाटा मिलेगा जोEMBL मैं नहीं होगा कभी कभी आप जो डाटाEMBL मैं नहीं पाएंगे वह जीन बैंक में उपलब्ध होगा इस तरह डाटा प्राप्त करने के लिए सारे डेटाबेस चेक करना आवश्यक है दूसरा एस्पेक्ट सर्च ऑप्शन और डिस्पले ऑप्शन है क्योंकि सभी डाटा बेस में एक सा डिस्पले ऑप्शन नहीं होता यदि यह अलग अलग है तो हमें पुनः कार्य करना पड़ेगा हमें नया कंसोर्सियम बनाना पड़ेगा किंतु अब यह साइंस इनफार्मेशन नेटवर्क में ज्वाइन हो गए हैं और एक था डाटा शेयर करते हैं अब हमें मिलने वाला डाटा केवल कुछ डेमोंस्ट्रेट करने पर आसानी से मिल जाएगा DDBJ जापान के मिशिमा सिटी में है यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आप अपने डेटा को सबमिट कर सकते हैं सर्च और एनालाइज कर सकते हैं इसके अलावा उनके पास और बहुत ही फैसिलिटी हैं आपFTP भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट हैwwwddbjnigacjpNIG नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक्स तो इस वेबसाइट पर आप डीएनए सीक्वेंस डाटा प्राप्त कर सकते हैं जनवरी 19 9 9 से डाटाबेस की शुरुआत हुई36 शुरू में थे 2016 में वन 06 जून 2017 में 25 ट्रिलियन न्यूक्लियोटाइड और लास्ट अपडेट में यह 175 मिलियन सीक्वेंस है इस तरह एनालिसिस के लिए बहुत सारे सीक्वेंस है तो सबसे ज्यादा मनुष्यों उसके बादMus musculus और उसके बादE coli और दूसरे आते हैं यहDDBJ मैं सभी डाटा है आपके पास डाटा हैं तो इस डाटा को प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके हैं सबसे पहला तरीका सिंपल सर्च यदि आप इस डाटा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास यदि होमो सेपियंस एमआरएनए किसी प्रोटीन के लिए है तो आप लिंक पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसका एसोसिएशन नंबर मिल जाएगा जैसे यहां 36 833 है अब आपके पास कंप्लीट डाटा है आप आप देखेंगे कीDDBJ मैं इसके लिए क्या डाटा है तो आप राइट साइड में पहले नाम डालेंगे जैसे यदि मैं होमो सेपियंस एमआरएनए 3 और15 बेस और उनका सोर्स लेता हूं तो मुझे एसेशन नंबर मिल जाएगा इस नंबर से डाटा जो विशेष कीवर्ड पर आधारित है मिल जाएगा यदि एक बार डाटा और रेफरेंस मिल जाए तो आप कंपलीट रेफरेंस तथा PUBMED INDEX दे सकते हैं यह आपको लिंक दे देगा जिससेPubmed पर पूरा लिटरेचर और डाटाबेस मिल सकेगा अब हमें डाटा का नंबर जैसेT C G मिल जाएगा यह नंबरAC और जी के लिए होगा यह 315 1015 बेस प्वाइंट के लिए कंप्लीट सीक्वेंस है AT कंटेंट है 15 कंटेंट कैलकुलेट करने में आसान है इस तरह एटी कंटेंट कैलकुलेट हो जाता है यही ट्रांसलेशन प्रोटीन सीक्वेंस भी देता है इस तरह हमें कई ऑप्शन प्राप्त होते हैं जिसमें से कुछ फैमिलियल हैं इस केस में प्रत्येक टर्न के लिए ओंटोलॉजी देते हैं किसी एक पर क्लिक करें तो राइट साइड पर आपको डिटेल मिल जाती है जैसे यहां400 से500 सीक्वेंस है किसी भी सर्च ऑप्शन से आप सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं यहां पर सीक्वेंस का लिस्ट दिया गया है जिसमें बहुत सारे डेटा26506 एंट्री दी गई हैं जिसमें से400 से 500 ह्यूमन डाटा है तो यदि आपके पास एसेशन डाटा है तो पूरा डाटा प्राप्त हो जाता है जैसे पहले डिस्कस किया गया था की वे आपको डेफिनेशन कीवर्ड और जर्नल का नाम देते हैं तो यह ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस है यहNIY है जहां आखिरी क्लास डिस्कस की गई है जो कोडिंग और प्रोटीन के एक कोड के बारे में बताती है अर्थात एमिनो एसिड यह प्रोटीन सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस है मैं यहां प्रोटीन सीक्वेंस ले रहा हूं और आप DDBJ ऑप्शन को अपलोड कर अपना डाटा डालकर किसी भी सीक्वेंस को प्राप्त कर सकते हो यदि आप सिंगल सीक्वेंस डालें तो मल्टीपल सीक्वेंस प्राप्त कर लेंगे इस तरह डाटा रिसीव कर यह डाटाबेस इसे वैलिडेट कर देखते हैं कि यदि इस डाटा की सारे एस्पेक्ट क्लीन है तो तो इसे वे अपने डेटाबेस में इंक्लूड कर लेते हैं अब हमDDBJ को डिस्कस करते हैं इसी तरह का डाटा जीन बैंक औरEMBL मैं भी होता है अब जीन बैंक क्या है देखते हैं यह है NIH जेनेटिक सीक्वेंस डाटाबेस है जो डीएनए सीक्वेंस से आधारित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है तो इनसे वेबसाइट पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है यहां सीक्वेंस पर आधारित सारी जानकारी उपलब्ध है यह जीन बैंक के कंटेंट हैं यहDDBJ की तरह है इस मैं उपलब्ध कंटेंट वेबसाइट में मिलते हैं जैसे यदिaccharomyces cerevisiae की बात करते हैं तो यदि एसेशन नंबर है तो ऑथर का नाम रिफरेंस और फीचर्स मिल जाते हैं तो यदि आप अलग अलग डिवीजन दें तो आपको प्राइमरी सीक्वेंस रोडेंट सीक्वेंस मैं मिलियन सीक्वेंस और इसी तरह के कई क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे यदि आप किसी विशेष सीक्वेंस में इंटरेस्टेड हैं उदाहरण के तौर पर वायरल सीक्वेंस तो यह डाटा आपको वायरस सीक्वेंसेस दे देगा इसके अलावा इसी डाटा के लिए लिटरेचर इनके फीचर और कोडिंग सीक्वेंस भी मिल जाते हैं कोडिंग सीक्वेस्ट क्या है देखते हैं

यह प्रोटीन में ट्रांसलेट होते हैं तो वे न्यूक्लियोटाइड जो एमिनो एसिड के corresponding होते हैं इनके बारे में पता चलता है यहां हमn डॉट लगाते हैं अर्थात n to m उदाहरण के तौर पर687 से3158 यहां पर कोडिंग रीजन प्रदर्शित है तो यदि आप पार्शियल रखते हैं तो5' एंड पार्शियल साइड में होगा यदि यह सिंबल से ज्यादा है तो पार्सियल3' से शुरू होगा तो यहां हमें सारी इनफार्मेशन मिल जाती है तथा हम कंप्लीमेंट्री स्टैंड बना सकते हैं और ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो यहां पर सर्च ऑप्शन उपलब्ध है राइट क्लिक करके आप लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं यहां पर आपको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ना केवल न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बल्कि पब मैड मैं उपलब्ध लिटरेचर भी मिल जाएगा आपकोGST से लेकर प्रोटीन सीक्वेंस तक मिल जाएंगे तो यदि आप यहां न्यूक्लियोटाइड टाइप पर क्लिक करें तो यह19 है तो यदि आपको19 मिले तो तात्पर्य है की19 सीक्वेंस है इनसे जीन बैंक मेंदेखा जा सकता है अब यदि आप पहले पर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी इस तरह जीन बैंक औरDDBJ के द्वारा साथ हीEMBL के द्वारा आप सारी इनफार्मेशन प्राप्त कर सकते हैं आप देखेंगे कि अधिकतर डेटाबेसPDBUniProt है और सभी डेवलप्ड कंट्रीज में अनुबंध है क्योंकि वहां इंटरनेट और पास कंप्यूटिंग फैसिलिटी है किंतु इंडिया में हमारे यहां यह सब देर से शुरू हुआ मैं जब जापान1997 मैं गया तो उन्होंने सारा काम ई मेल पर करने को कहा हमारे यहां fax हुआ करता था किंतु अब सब कुछ आसान है अब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज में होता है वह सब हमें उपलब्ध है यही कारण है कि पहले का डेटाबेस यूएस यूरोप और जापान का ही है अब हमारे पास भीEMBL मैं न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस उपलब्ध है यहां पर डीएनए और आरएनए सीक्वेंस मुख्य रीसोर्स है इनका डायरेक्ट सबमिशन हो सकता है यह क्यूरेटिंग डाटा है तो जीनोम प्रोजेक्ट और पेटेंट एप्लीकेशन के लिएEMBL साइट है आपhttpwwwebiacukemblको यूज कर सकते हो तो यदि आपके पासEMBL है तो यहDDBJ की तरह ही उपयोगी है यह मुख्य रूप से होमो सेपियंस के डाटा रखता है यहां पर एंट्री अकाउंट और न्यूक्लियोटाइड अकाउंट है इसके द्वारा आप स्टैटिसटिक्स अच्छी तरह से कर सकते हैं अब डाटाबेस एंट्री पर जाइए यहां पर जीन बैंक की तरह याDDBJ की तरह सीक्वेंस मिलेंगे यहां नाम देखकर पब मेड एंट्री कर प्रोटीन सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस के बारे में जाना जा सकता है यह1859 बेस पेयर है यहां आपACG औरT कंटेंट देख सकते हैं इस तरहEMBL मैं सर्च ऑप्शन होते हैं होमो सेपियंसGAPDM RNA glyceraldehyde 3 phasphateसाइट देख सकते हैं यहां कई सारे ऑप्शन है यदि आप सारे रिजल्ट देखें तो आपके पास देख फॉर्मेट है जिसे क्लिक कर EMBL फॉर्मेट मिल सकता है और यह एक विशेष डेटाबेस का कंटेंट दे देता है अब हमारे पास यह प्रोटीन सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस है यदि आपDDBJया जीन बैंक याEMBL उपयोग कर रहे हैं तो सभी के द्वारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिल सकते हैं इन सीक्वेंस का उपयोग अगले एनालिसिस के लिए कर सकते हैं तो आप डेटाबेस देखकर उनके ऑप्शंस पर जाकर सीक्वेंस लेकर अलग अलग ऑर्गेनेज्म के सीक्वेंस चेक कर यह देख सकते हैं कि यह किस तरह से भिन्न है या समान है पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियोटाइड की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी थी इनकी मुख्य प्रॉपर्टी फ्लैक्सिबिलिटी है स्टैटिक एनर्जी मुख्य रूप से डाई न्यूक्लियोटाइड और ट्राई न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करती है तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ओवरलैपिंग सीक्वेंस मैं विभाजित किया जा सकता है प्रत्येक डाई न्यूक्लियोटाइड या ट्राई न्यूक्लियोटाइड डाटा की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करते हैं फिर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इसके द्वारा यह देखते हैं की कोई विशेष सीक्वेंस टेबल से कंपेयर हो रहा है या नहीं यहां डाई न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर्टी डाटाबेस है पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी जैसे फ्लैक्सिबिलिटी और रिगिडिटी तथा बेस स्टैकिंग एनर्जी या हाइड्रेटेड बॉन्ड के बारे में देखा था इस डेटाबेस में 140 फीचर्स से ज्यादा है और वेबसाइटdiprodb पर उपलब्ध है यहां पर बहुत सारी इनफार्मेशन उपलब्ध है यहां twist सट्रैकिंगएनर्जीrise बैंड आदि अलग अलग प्रॉपर्टी है यहां बहुत सारे डाई न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं इनके प्रॉपर्टी नेम्स दिए गए हैं तो आप अलग अलग फीचर्स एनालाइज कर सकते हैं जिससे हमें महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में पता चल जाता है कौन सा फीचर फ्लैक्सिबिलिटी के लिए कौन सा बाइंडिंग एफिनिटी के लिए है तो इस तरह किसी भी फीचर का उपयोग कर यह पता चल सकता है कि यह यह वाइंडिंग के लिए या यहां पर म्यूटेशन हो सकता है देख सकते हैं अब आपके पास म्यूटेशन डाटा भी उपलब्ध है जिससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं यह डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है इसे सभी फीचर के लिए डाउनलोड कर डीएनए के डिफरेंट सीक्वेंस समझे जा सकते हैं तो अभी तक हमने अलग अलग डेटाबेस डिस्कस किए इन्हें कैसे कनेक्ट किया जाता है DDBJEMBLजीन बैंक इनके उदाहरण हैं अब हम लिटरेचर डेटाबेस के बारे में देखते हैं लिटरेचर से तात्पर्य है वह पब्लिश डाटा जो पहले उपलब्ध था शुरुआत में इन्होंने एब्स्ट्रेक्ट को केमिकल और फिजिकल एब्स्ट्रेक्ट के रूप में दिया किंतु यह बहुत बड़ा वॉल्यूम था और इसमें शब्द इतने छोटे थे कि इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था इसके पश्चात साइंस साइटेशन इंडेक्स की शुरुआत हुई जिसमें अलग अलग जर्नल स्कोर और पेपर्स को साइटेशन दिया जाने लगा कि इसे कितनी बार दूसरे लोगों के द्वारा साइट किया गया इसके पश्चात पब मेड सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला डेटाबेस बन गया इसमें मुख्यतः लाइफ साइंसेज पेपर होते हैं लीडिंग जर्नल से लेकर अब तक पब्लिश हुए पेपर सब कुछ इसमें उपलब्ध है इसे मैं समझाता हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा डेटाबेस और सारी इनफार्मेशन है जैसे बायोलॉजी से लेकर मेडिसिन तक तो यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिएDDBJ न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस सीक्वेंस की तो आपको कीवर्ड पर जाकर सर्च करना होगा आपको सारे डेटा उपलब्ध होंगे इस कलेक्शन में से हमेंDDBJ की प्रोग्रेस रिपोर्ट और दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए यहां पर उन्होंने सारे आर्टिकल दिए हैं यहDDBJ से भी लिंक है अब हमDDBJ की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जाते हैं यहां हमें सारा डाटा उपलब्ध है जब हम डाटा डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे समरी या एब्स्ट्रेक्ट का फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट एक पेज पर कितने आइटम आते हैं 510या 20 और क्या आप उसमें से अपने रिक्वायर्ड आइटम को निकाल सकते हो तो जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जैसे यहांDDBJ न्यूक्लिक ' एसिड सीक्वेंस डाटाबेस है और हमें फुल टेक्स्ट चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर कंप्लीट पेपर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा और दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो पूरा पेपर प्राप्त हो जाएगा इसका साइटेशन भी प्राप्त हो जाएगा अब यही पेपर जीन बैंक जाEMBL मैं है या नहीं देखा जा सकता है हम डिफरेंट एंट्री से पब्लिक आर्टिकल देख सकते हैं इस तरह पब मेड वह वेबसाइट है जिस पर पूरा लिटरेचर डेटाबेस उपलब्ध है इस तरह केवल क्लिक करDDBJ की प्रोग्रेस रिपोर्ट एब्स्ट्रेक्ट पेपर सब कुछ पाया जा सकता है आप यहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिशर साइट और ओपन ACCESSभी देख सकते हैं ओपनACCESS का मतलब होता है फ्रिली लेबल किसी भी आर्टिकल को या जर्नल को फ्री में उपलब्ध होना ओपन ACCESS कहलाता है यदि इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट हो तो दो ऑप्शन होते हैं पहला सब्सक्राइबर इस कीमत को दे इस स्थिति में ऑथर को कुछ नहीं देना पड़ता इस स्थिति में यदि आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया तो पब्लिश हो जाएगा दूसरी स्थिति में पब्लिशर को जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए पैसे देना पड़ते हैं जिससे वह जर्नल सब्सक्राइब करना पड़ता है जो लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहेंगे उन्हें पे करना होगा इस तरह यह सालों तक इसे मेंटेन करते हैं ओपनaccess मैं authorsको पब्लिकेशन के पैसे देने पड़ते हैं किंतु रीडर को यह फ्रिली अवेलेबल होता है यह ओपन एसएस भी दो ऑप्शन देता है पहला जर्नल का ओपन एक्सेस हो दूसरा कुछ जनरल के सब्सक्रिप्शन के बाद authorsको यह ऑप्शन होता है कि वह इसे ओपन करें या ना कुछ और था केवल रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स के लिए अपना आर्टिकल ओपन करते हैं तो आप फुल टेक्स्ट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट प्राप्त करते हैं जिसमें आप पूरा पेपर पढ़ सकते हैं इसे आप प्रिंट लाइक रीडिंग पर भी ला सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं अब आपके पास रिलेटेड आर्टिकल का भी ऑप्शन होता है यदि आप इसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रिलेटेड आर्टिकल भी सर्च में आ जाएंगे आप रिलेटेड साइटेशन भी देख सकते हैं आर्टिकल से जुड़ी सारी क्वेरी आप यहां कर सकते हैं इस तरह पब मेड में बहुत सारे फीचर है जिन्हें आप ढूंढ कर उपयोग कर सकते हैं आप यहांMeSH शब्द टाइप कर किसी भी तरह का आर्टिकल निकाल सकते हैं जो आपको पेज नंबर के साथ उपलब्ध हो जाएगा यहां मुख्य बात है कि आपको करंट के और पुराने सालों के आर्टिकल साथ में मिल जाएंगे पहले हम जब तक आर्टिकल नहीं प्राप्त कर सकते थे उसे साइट नहीं कर सकते थे किंतु आप किसी भी आर्टिकल को आप देख सकते हैं किंतु मुख्य प्रॉब्लम यह है कि आप केबल मैनू स्क्रिप्ट टाइप कर सारे पेपर प्राप्त कर सकते हैं और पूरा पेपर ना पढ़कर केवल 5 से 15 लाइन पढ़कर साइट कर सकते हैं पुराने समय में ओरिजिनल ऑथर को पूरा क्रेडिट मिलता था क्योंकि उन्हें सारे पेपर उपलब्ध नहीं थे केवल इंपोर्टेंट पेपर रिक्वेस्ट पर सेंड किए जाते थे उन्हें यह पढ़ते थे इस कारण साइटेशन बहुत कम होता था किंतु आजकल सारे पेपर आसानी से उपलब्ध है इस तरह उसे हंड्रेड तक साइड किया जाता है इस तरह साइटेशन इंडेक्स बढ़ता है अब दूसरा डेटाबेस जिसे डिसीज डेटाबेस कहते हैं देखते हैं यह3DinSight डेटाबेस है जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर थर्मोडायनेमिक और डिसीज आदि के बारे में इंफॉर्मेशन है किस तरह म्यूटेशन से परिवर्तन आता है और बीमारी का कारण हो सकता है देखा जा सकता है यह दूसरा डेटाबेस है यह प्रोटीन फंक्शन डाटाबेस है जिसे हमने कुछ साल पहले विकसित किया था यहां पर हमें इंपॉर्टेंट रेसिड्यूज जो मेंब्रेन प्रोटीन में अलग अलग कार्य करते हैं दिख जाते हैं तो आपके पास यहां सर्च ऑप्शन है इसके बाद डिस्पले ऑप्शन है और हमें रिजल्ट मिल जाता है किसी भी म्यूटेशन के लिए जैसे यह ड्रग रेजिस्टेंस के लिए या प्रोटीन के कार्य से संबंधित या विशेष म्यूटेशन जो किसी विशेष फंक्शन को परिवर्तित कर सकते हैं के बारे में आसानी से पता चल सकता है आप लिटरेचर में देखें तो प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स मैं बहुत सारा लिटरेचर है तो यदि न्यूक्लिक एसिड रिसर्च वेबसाइट पर जाएं तो हमें सारी इनफार्मेशन एक साथ प्राप्त हो सकती है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं